इस लेक्चर के दूसरे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है यहाँ हम कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे जो हमारी अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे कि इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क कैसे डिज़ाइन किया जाए ज़ाहिर है कि जो उपकरण हमने अपने पिछले मॉड्यूल में सीखे हैं जो कि स्मिथ चार्ट है हम उसका यहाँ उपयोग करेंगे तो स्मिथ चार्ट के साथ इसे कैसे डिजाइन करें तो यक़ीनन हमारा पहला प्रश्न यह है कि L सेक्शन मैचिंग नेटवर्क को एक सीरीज RC लोड के साथ मिलान करने के लिए 500 मेगा हर्ट्ज़ की आवृत्ति पर लाइन की प्रतिबाधा ZL 200 माइनस j 100 ओम से 100 ओम के बराबर है मैचिंग नेटवर्क की आवृत्ति प्रतिक्रिया भी निर्धारित करें अब यहां हम लम्पड एलिमेंट से L सेक्शन का मिलान करेंगे तो इस पहले भाग में हमें यह पता करना है कि हम कौन से क्षेत्र में हैं क्योंकि इसके अनुसार हमारे पास एक सामान्य डिजाइन होगा तो सबसे पहले इस नार्मलायीजेड प्रतिबाधा 2 j1 को स्मिथ चार्ट में प्लॉट करें अब आप ये देखिये कि हम स्मिथ चार्ट को प्लाट कर रहे है यह l है अब यह कौन सा भाग है अगर आप याद करे कि यह भाग क्षेत्र २ है यही कारण है कि हम इस क्षेत्र २ को निर्धारित करते है अब इस क्षेत्र २ में अगर आप वापिस जाएं और देखे कि आप विकल्प क्या है आप Cp−LS या Lp−Cs मतलब कि पहले आप पहले ०२३६ समय पर स्लाइड देखे इस कपैसिटर को लोड के पैरेलल में रखे फिर इस Ls को सीरीज में या इस इंडक्टर को लोड के पैरेलल में ०२४८ समय पर स्लाइड देखे आइए अब हम पहले वाला Cp −LS चुनते हैं अब देखिए कि जो लोड हम चुनते हैं उसमें कपैसिटर पैरेलल में तथा इंडक्टर सीरीज में है इसलिए हम इसे jX तथा jB लिख रहे हैं तो अब आप इस प्रक्रिया के अनुसार चलें फिर इसको परिवर्तित करें अब हम हमने इसमें से पहले को चुना है तो हम ZL की बजाए YL के साथ जाएंगे ताकि यह दोनों यहां जुड़ सकें तो यह ZL इस YL में रूपांतरित हो रही है तो यह आपका YL वाला बिंदु है अब इस 1 j X वृत्त पर आप 180 डिग्री से घूम जाएंगे तो यह वाला 1 jBवृत्त जब आप स्मिथ चार्ट पर देखेंगे तो आप यहां पर होते हैं तो फिर उस 04 वाली कांस्टेंट रजिस्टेंस पर रहते हुए अगर आप इस G के 04 वाले वृत्त पर चलते हैं और इस जनरेटर की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि यह इसको 1 j B वृत्त पर काटता है इसे हम Y1 कह रहे हैं तो अब आप यह कह सकते हैं कि इसके बजाय हम आगे जा सकते हैं और फिर यहां इस वृत्त को यहां कहीं से काटेंगे तो हम चलते जाएंगे और फिर यह इसका दूसरा समाधान भी हो सकता है आईए पहले हम इस वाले को देखते हैं तो यहां अगर हम इस तरफ जाएं तो यह YL का कांस्टेंट कंडक्टैंस वृत्त है जोकि Y1 का सबसे नजदीकी बिंदु है तो इसके लिए हमें इसमें कुछ जोड़ना होगा इसे यहां से यहां बदलने के लिए हमें कितनी सुसेप्टेंस की जरूरत है तो मूल रूप से हम अपनी सुसेप्टेंस बदल रहे हैं और आप इस सुसेप्टेंस के मूल्य को यहां से पढ़ सकते हैं तो इस सुसेप्टेंस के मूल्य में कितना अंतर है वह आपको यहां डालना है किसको हम CP की मदद से करते हैं तो यह अब आपको इस जगह पर पहुंचा देता है अब आप इसकी यह अन्य सिरीज आर्म को देखें तो Y1 की प्रतिबाधा यहां Z1 होगी तो अब हम पहले से ही इस 1 j X वृत्त पर हैं तो यहां से हम इस तरफ जाएंगे हम यह कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हमें रेअक्टैंस में बदलाव करने की जरूरत है जो कि इस बराबर है तो इससे हमें यह मूल्य प्राप्त होता है तो अब हमने यह पता कर लिया है कि यह 028 है और यह 12 है इसलिए अब हमें इसको नार्मलायीज़ेशन से बाहर लाना है और यह पता करना है कि इस LC का मूल्य कितना है तो मूल रूप से आपके पास कुछ इतने मूल्य वाली L है और कुछ इतनी वाली C है जोकि 500 मेगाहर्ट की आवृत्ति पर है अब जैसा मैंने पहले कहा कि ऊपर जाने की बजाय आप और आगे जा सकते हैं और इसको नीचे आकर यहां काट सकते हैं जिससे कि आपको यह दो संख्याएं प्राप्त होंगी तो यह वह दो अन्य संख्याएं हैं तो दोनों में से किसे चुनना चाहिए इसके लिए आपने देखा था कि आप इसकी आवृत्ति प्रतिक्रिया को प्लॉट कर सकते हैं तो अगर आप इसकी आवृत्ति प्रतिक्रिया को प्लॉट करें आप देखिए कि यह 1 तथा 2 इस तरह से आ रहे हैं अब यह इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी एप्लीकेशन के लिए VSWR की कितनी संख्या को सहार सकते है तो मान लीजिए कि आप 15 VSWRको झेल सकते हैं तो इस VSWR के 15 होने का क्या मतलब है यह VSWRइस प्रकार से है तो यह 15 है अब आप यह देखें ΓL किसके बराबर आएगा यह 01 से ज्यादा आएगा मान लीजिए यह 02 के बराबर है जोकि हमने खुद से ही चुना है तो अगर आप इसे 02 रखते हैं यकीनन रूप से आप लगभग दोनों के लिए ही इसे 02 रखते हैं दोनों का यहां मिलान हो रहा है तो इसके अनुसार अगर आप मुझसे पूछे तो यह समान है लेकिन हम फिर भी इस काले रंग वाले को उचित मानेंगे क्योंकि अगर आप इस लाल रंग वाले को देखें तो यह बहुत ही तीखा है अब जब डिजाइन की आवृत्ति 500 मेगाहर्ट्ज के पास पहुंचती है तो यह बहुत ही ज्यादा तीखा होता है जबकि इस आवृत्ति के पास यह कोई अच्छा मिलान नहीं दे रहा लेकिन वहां यह कम तीखा है तो हम उसको चुनेंगे लेकिन अगर आप कहें कि इस का मूल्य 01 है तो हम पक्के तौर पर लाल रंग वाले को चुनेंगे ना कि उसको अब यह L ट्रेक्शन डिजाइन था इसी प्रकार से अगर आप किसी अन्य क्षेत्र में है तो आप हमेशा इसे पता कर सकते हैं अब आप यह जो देख रहे हैं इसमें शॉर्ट सर्किट शंट स्टब मैचिंग नेटवर्क को लोड प्रतिबाधा से मिलान करने के लिए डिजाइन करना है एक लाइन जिसमें सम्मिश्र लोड 200 ओम के बराबर है मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा एक गीगाहर्ट पर 100 ओम है पर यहां यह भी लिया गया है कि VSWR को 15 मापें यहां से हम यह कह सकते हैं कि झेल सकने वाली VSWR 15 है तो आइए फिर से हम सिंगल स्टब मैचिंग निर्धारित करते हैं अगर आपको सिंगल स्टब मैचिंग याद है तो आप पहले कांस्टेंट VSWR वृत्त को बनाते हैं जैसा हमने पहले किया था तो यह एक कांस्टेंट VSWR वृत्त है तो यहां पर एक चाल होगी अब चूंकि यह शंट का डिजाइन है तो इसका विवरण शंट स्टब के अनुसार होगा तो अब हमें इसे रूपांतरित करना होगा क्योंकि एक एडमिटेंस प्लेन में यह बहुत आसान होगा तो अब हम इसे रूपांतरित कर रहे हैं और इस एडमिटेंस चार्ट को मान रहे हैं अगर आप एक YZ चार्ट ले तो आपको कुछ और नहीं मानना आपको पता है कि रूपांतरण क्या होता है इसलिए हम YZ को अहमियत देते हैं पर वह उपलब्ध नहीं है इसलिए हम इसे इंपेडेंस चार्ट के अनुसार हल करते हैं लेकिन अगर आपके पास YZ चार्ट होता तो आपको इसको अपने दिमाग में एडमिटेंस में रूपांतरित ना करना पड़ता या फिर यह एक अलग रंग वाला होता तो अब हम इस YL पर आ गए हैं अब आपको इस ट्रांसमिशन लाइन के साथ चलना होगा मतलब कि आप को इस कांस्टेंट VSWR वृत्त के साथ चलना है तो यह एक कांस्टेंट VSWR वृत्त है और इस जनरेटर की तरफ चलते हुए मतलबकि घड़ी की सुई के अनुसार इस जनरेटर की तरफ चलते हुए आप पता करें कि कब G वृत्त 1 के बराबर होता है या फिर1jB आप इसे जो भी बुलाना चाहिए कई बार हम इसको G1 वृत्त कहते हैं और कई बार इसे 1jB वृत्त कहते हैं इनका मतलब एक ही होता है अब हमें यह पता करना है कि यह कहां से कट रहे हैं तो इस YL से जब हम जनरेटर की तरफ जाते हैं और इस बिंदु को देखते हैं तो वह यहां से कट रहा है और हम यह भी कर सकते हैं कि हम यहां नहीं रखते और आगे चलते जाते हैं तो फिर यहां पर भी वह 1jB वृत्त को काट रहा है इस प्रकार से इसके दो हल है आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि प्रतिच्छेदन बिंदु कहां है अब आप चार्ट की बाहरी परिधि और Y1 के बीच की दूरी d का माप ले तो इस प्रश्न के हल में d का मूल्य 011 लैम्ब्डा के बराबर आ रहा है अब सुसेप्टेंस की मात्रा निर्धारित करें तो यहां से आप पढ़ सकते हैं और यह पता कर सकते हैं मान लीजिए Y1 1 j 147 के बराबर है मतलब कि अब हमें शंट स्टब लेना ही पड़ेगा हमें इस स्टब को लेना है ताकि वह j147 की श्रेणी को संतुलित कर सके तो अब शंट सुसेप्टेंस j147 होगी तो अब अगर यह एक शॉर्टेड स्टब है तो यह एडमिटन्स चार्ट में एक शॉर्ट सर्किट है इम्पीडेन्स चार्ट में यह एक शॉर्ट सर्किट है इस एडमिटन्स चार्ट वाले शॉर्ट सर्किट में हम इस तरफ से जनरेटर की तरफ जाएंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कहां पर वह j147 होता है तो हमें इस तरफ से होते हुए कुछ यहां तक आना है और फिर यहां पर यह j147 होता है यह हमारे स्टब की लंबाई होगी तो हमने 0095 लैम्ब्डा निर्धारित कर लिया है हमें प्रश्न में एक गीगाहर्ट की आवृत्ति दी गई है तो अब इस लैम्ब्डा के आधार पर इस एक गीगा हर्ट का मतलब 30 सेंटीमीटर लैम्ब्डा है तो आप L को 0095 30 सेंटीमीटर के अनुसार पता कर सकते हैं तो यहां आपका डिजाइन संपूर्ण होता है तो अब आप इन समीकरणों को लिखकरआवृत्ति प्रतिक्रिया को पता करें तो यह इस प्रकार से है आप देखें कि एक गीगाहर्ट पर यह एक अच्छा मिला है लेकिन फिर यह बदल रहा है तो हमें यह पता करना होगा कि किन बिंदुओं पर हमें अच्छा बैंडविथ मिलता है तो हमें इस टॉलरेबल VSWR के मूल्य 15 के लिए बैंडविथ को पता करना है तो इस 15 का मतलब यह है कि आपको यहां से देखना होगा किससे हमें 15 से कितना मिलेगा इसी प्रकार से डबल शंट स्टब मैचिंग नेटवर्क के मामले में आप देखिए कि यह एक सिंगल स्टब की आवृत्ति प्रतिक्रिया है और आप इसे इस प्रकार से प्लॉट करते हैं अब आप इस डबल शंट स्टब मैचिंग नेटवर्क पर आइए जो कि एक ओपन सर्किट है जैसा हम अपनी प्रयोगशाला के चित्र से देख रहे हैं हमने इसमें एक चीज को उल्लेखित कर दिया है कि यहां एक निश्चित दूरी है तो मान लीजिए कि यह निश्चित दूरी 375 सेंटीमीटर है ZL60− j 80 है और यह 50 ओम है तो हमारे पास यहां 2 ओपन सर्किट वाले स्टब जुड़े हैं अब इसमें l1 तथा l2 को डिजाइन करें और l1 तथा l2 का मूल्य पता करें तो फिर से आप पहले लोड प्रतिबाधा को एक एडमिटेंस में रूपांतरित करें अब क्योंकि एक गीगाहर्ट पर 375 मतलब कि 30 सेंटीमीटर है तो यह λ 8 की दूरी का मतलब 90 डिग्री का घुमाव है इसी वजह से आप 1jB वृत्त को 90 डिग्री से घुमाते हैं अब इस कांस्टेंट कंडक्टैंस से हमें लोड YL तक आना है तो आप चलते हुए कांस्टेंट कंडक्टैंसकंडक्टैंस के इस वृत्त तक आए तो यह वह भाग है और आप यहां आ रहे हैं तो यह एक पहला हल है यहां से आप चलते जा सकते हैं और इस अन्य बिंदु को काट सकते हैं मतलब कि अगर आप यहां से निरंतर चलते रहे तो यहां एक अन्य हल भी होगा मान लीजिए कि हम यह वाला हल मानते हैं और इस संख्या को पढ़ते हैं यहां से आपको Y1 मिल रही है और फिर पहले भाग द्वारा इस सुसेप्टेंस का बदल दिया गया है क्योंकि हम यहां से यहां आते हैं तो इस सुसेप्टेंस में बदलाव होता है जो कि पहले तो भाग द्वारा दिया गया था तो यहां से आपको पहले भाग की संख्या मिलती है अब फिर से आप यहांनए प्रकार से से चले और एक अन्य VSWR वृत्त को बनाएं क्योंकि अब आप ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ आए हैं अब इस नए VSWR वृत्त के लिए आप यहां चलें और फिर यहां आए आप इन 2 स्टब प्रतिबाधा को नार्मलायीज़ करें तो इस Y1 के अनुसार आप अपने आप इस 1jB वृत्त पर पहुंच जाएंगे क्योंकि आपने इसको पहले घुमाया था अब क्योंकि आप यहां आ गए हैं तो यह Y2 की संख्या पढ़ें हमें इस jB2 कोओरिजिन तक पहुंचने के लिए इस दिए गए स्केल द्वारा कंपनसेट करना होगा और फिर इन 2 स्टब प्रतिबाधा को नार्मलायीज़ेशन से बाहर लाना होगा अब आप इन 2 स्टब की लंबाई निर्धारित करें इस मामले में स्टबओपन सर्किटड हैं इस ओपन सर्किट के संदर्भ वाला बिंदु y0 है y0 सबसे बाएं तरफ वाला बिंदु है और आप यहां से l1 तथा l2 पता कर सकते हैं अगर आप इसका वैकल्पिक भाग ले तो आपको दो अन्य चीजें मिलती हैं आप इसकी आवृत्ति प्रतिक्रिया भी प्लॉट कर सकते हैं फिर आप इस 10 ओम वाले लोड का मिलान 50 ओम वाली ट्रांसमिशन लाइन से करने के लिए एक क्वार्टर वेव मैचिंग नेटवर्क डिजाइन करें तो आप यहां यह देख सकते हैं कि अगर VSWR को 15 उल्लेखित करें तो Γmax की अधिकतम संख्या 02 होगी तो इस 02 को आप समीकरण में डाल सकते हैं और ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा एक ज्योमैट्रिकमीन है यह चीज 22360 है और यह lλ 4 है इस lλ 4 मे λ क्या है यह λ 3 गीगाहर्ट है 3 गीगाहर्ट का मतलब 10 सेंटीमीटर तो यह लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसकी परसेंटेज बैंडविथ अगर आप यहां से देखें तो यह आपको 180 मेगाहर्ट्ज की बैंड पर दे रहा है IEEE की परिभाषा के अनुसार 500 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा कुछ भी एक अल्ट्रा वाइड बैंड होता है तो परसेंटेज के अनुसार यह आपको 29 दे रहा है अब चाहे क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही उच्च बैंड वाला नहीं है क्योंकि यह एक सिंगल ट्रांसफार्मर सिंगल सेक्शन है फिर भी यह आपको 29 दे रहा है आप देखिए कि हम एक 880 मेगाहर्ट्ज वाली बहुत बड़ी बैंडविथ भी पा सकते थे ऐसे बहुत ही कम सिग्नल है जिनकी बैंडविथ इस प्रकार की होती है अब आप इसका विस्तार एक 3 सेक्शन मैचिंग नेटवर्क को मैक्सीमली फ्लैट रिस्पांस दिलवाने के लिए करें तो आप इसमें 3 सेक्शन ले ZL का मूल्य 100 है Zo का मूल्य 50 है अगर आप इन को सीधे रुप से मिलान करने को कहेंगे तो यहां एक बहुत बड़ा मिसमैच होगा लेकिन इस प्रकार से हमारे पास वह सूत्र हैं तो हम Γ A 2N से A की संख्याएं पता कर सकते हैं और फिर आप इस पुनरावृतिसंबंध को एक एक करके इस्तेमाल करें और यह सारी Z1 Z2 तथा Z3 की संख्याएं पता करें तो आप देखें कि इस 100 ओम से आपको पहले 9227 84 64 की संख्याएं मिल रही हैं अब यह 50 ओम से इसका मिलान है आइए देखते हैं कि VSWR के 122 मूल्य के लिए जोकि VSWR की एक बहुत अच्छी संख्या है गामा की अधिकतम संख्या 01 है पर आप देखिए कि यह बैंडविथ 1869 गीगाहर्टज है तो यह तीन सेक्शन आपको 931 प्रतिशत तक की बैंडविथ दे सकता है इसकी प्रतिक्रिया भी मैक्सीमली फ्लैट है और यह इसका चित्र है यह 50 ओम वाला सेक्शन है और यह एक 100 ओम वाला लोड है तो आप इसे धीरे धीरे बनाते जाएं जिससे आपको एक बहुत अच्छा मैचिंग नेटवर्क मिलता है और आपको एक बहुत ही अच्छी बैंडविथ की प्रतिशत मिलती है आप देखिए कि यह एक बहुत ही वाइड बैंड वाला डिजाइन है तो अब आप समझ गए होंगे कि वाइड बैंड वाला डिजाइन तथा वाइड बैंड का प्रतिबाधा मिलान कैसे करना है तो यहां हम अपने इस सेक्शन को समाप्त करते हैं अब आप प्रतिबाधा का मिलान एक नैरो बैंड डिजाइन के लिए सीख चुके हैं लेकिन अगर आपको यही चीज वाइड बैंड डिजाइन मैं चाहिए तो आप वह भी सीख चुके हैं तो अब आप इनको अपने प्रोफेशनल करियर में कर पाएंगे